1 पल्स आता है और पोजीशन डाउन काउंटर के कंटेंट को 1 से कम करके चला जाता हैप्रश्न है कि X एक्सीस के साथ टेबल की मूल लंबाई इकाई और वेग क्या है दूसरा बायनरी में कौन सी संख्या होगी जो MCU इसका मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट है के द्वारा काउंटर डाउन में प्रोग्राम की लाइन नंबर 2 को क्रियान्वित करने के लिए डाली जा सकती है तो 3 प्रश्न है सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर हम कुछ संख्या डाल रहे हैं तो सबसे पहले हम स्वीकार करें कि मशीन नियंत्रण इकाई कुछ संख्या को रखने में सक्षम है ठीक है इसे किसी विशेष संख्या में सेट करते हैं क्योंकि इसका फायदा है कि हमें यह तय करना होगा कि वह संख्या पंक्ति संख्या 2 के अनुरूप क्या होना चाहिए लेकिन पहली बार हमें मूल लंबाई इकाई का पता लगाना होता है और हमें X एक्सिस के साथ टेबल का वेग का पता लगाना होता है सबसे पहले मूल लंबाई इकाई क्या है हमारे पास मोटर के 200 स्टेप हैं तो देखते हैं मुझे लगता है हां हमने जवाब दे दिया है उतर मूल लंबाई इकाई 8 मिलीमीटर के बराबर है जिसका मतलब है कि लीड स्क्रु का लीड 800 पल्सेस से विभाजित होगा लीड स्क्रु के 1 घुमाव में पल्स जेनरेटर के 800 पल्सेस की आवश्यकता होती है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि क्योंकि लीड स्क्रु एक घुमाव मोटर के 4 घुमाव से प्राप्त होता है क्योंकि यहां गियर बॉक्स का अनुपात ¼ है इसलिए स्टेपर मोटर के 4 घुमाव लीड स्क्रु के 1 रोटेशन का उत्पादन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 8 मिलीमीटर टेबल मूवमेंट मिलते हैं और स्टेपर मोटर के 4 रोटेशन के लिए 200 x 4 बराबर 800 पल्सेस की जरूरत होगी तो 800 पल्सेस 8 मिलीमीटर का मूवमेंट दे रहे हैं इसका मतलब मूल लंबाई इकाई निश्चित 8 800 बराबर 001 मिलीमीटर बराबर 10 माइक्रोन होगा तो मूल लंबाई इकाई 10 माइक्रोन के बराबर है वेग क्या है वेग की गणना करना आसान है जब आपको मूल लंबाई इकाई मिल गई है यह बस मूल लंबाई इकाई और पल्स प्रति मिनट के गुणा के बराबर है ठीक है इसलिए कई पल्सेस प्रति मिनट कई मूल लंबाई इकाई का उत्पादन करेंगे और साथ में यह 001 x 100 मिलीमीटर प्रति मिनट के बराबर होंगे ठीक है मतलब 100 पल्सेस प्रति मिनट मतलब 1 मिलीमीटर प्रति मिनट ठीक है तो यह मिलीमीटर प्रति पल्स है और यह पल्स प्रति मिनट है इसलिए यह मिली मीटर प्रति मिनट हो जाएगा और इसका मतलब 1 मिलीमीटर प्रति मिनट लेकिन हम इतनी धीमी तरीके से क्यों चल रहे हैं यह निश्चित एक माइक्रोसिस्टम उपकरण होना चाहिए तो यह 1 मिलीमीटर प्रति मिनट से चलता है यह वेग है जिसके साथ यह चलता है और पोजीशन डाउन काउंटर के अंदर बाइनरी के रूप में वह संख्या क्या होना चाहिए इसके लिए हमें जल्दी से वापस चलना है और एक नजर देखना है कि यह कैसे काम करता है यह पोजीशन डाउन काउंटर संख्या के साथ लोड होता है नहीं तो AND गेट से आने वाले पल्सेस के द्वारा तब तक इसे 0 गिना जाएगा जब तक कि यह 0 नहीं बनता है यह OR gate के आउटपुट के रूप में 0 कभी नहीं भेजता है और वह इन पल्सेस को जो पोजीशन डाउन काउंटर से आ रहे हैं या जा रहे हैं को रोकने में सक्षम नहीं होता है संयोग यह है कि यह पल्सेस स्टेपर मोटर को भी भेजे जा रहे हैं जब आपने स्टेपर मोटर को पल्सेस की आवश्यक संख्या भेजी है तो यह बंद हो जाना चाहिए ताकि वायनरी में गिने जाने वाले पल्सेस को यहां डाल दिया जाए ताकि उनको अलग किया जा सके और परिणाम स्वरूप आगे की पल्सेस को रोक देना चाहिए तो आइए कमांड में एक दूसरी पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए यह पता करें कि X एक्सिस के साथ पल्सेस की संख्या या मूल लंबाई इकाई की संख्या कितनी मूव होनी चाहिए तो पहले लाइन नंबर 1 में हम X 20 के पास थे और अब हम X25 के बराबर हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हम 5 मिलीमीटर मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं और मूल लंबाई कितनी होना चाहिए इसे 5 001 500 के बराबर होना चाहिए इसलिए यदि हम पोजीशन डाउन काउंटर के बायनरी में 500 रखते हैं तो उन कई पल्सेस के बाद इंड ऑफ काउंट के द्वारा पल्सेस को मोटर तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा एक क्लोज लूप कंट्रोल का ऐसा ही प्रश्न देखते हैं जो बिंदु से बिंदु का अभी भी लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल का है तो आइए एक नजर डालते हैं कि यह कैसे काम करती है यहां उसी प्रश्न को लेते है और हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं प्रश्न क्या है पीडीसी के अंदर रखने के लिए मूल लंबाई इकाई वेग और संख्या का पता लगाएं जिससे उसी कमांड को निष्पादित किया जा सके सबसे पहले आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है और यह किस तरीके से पिछले से अलग है यहां पोजीशन डाउन काउंटर की डाउन काउंटिंग इनकोडर के द्वारा किया जाता है ठीक है इनकोडर पल्सेस आ रही हैं और पोजीशन डाउन काउंटर में प्रवेश कर रही हैं और इसे 0 बना रही है 0 हो जाने के बाद डीसी मोटर की आगे की गति संभव नहीं हो पाएगी तो आइए हम इसे इस तरह से नियत करते हैं मूल लंबाई इकाइयों की संख्या कितनी है जो कि 5 मिलीमीटर मूवमेंट के अनुरूप पल्सेस की संख्या के बराबर है उसके बाद इसे 0 तक गिना जाएगा तो आइए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि मूल लंबाई इकाई कितनी है यहां लीड स्क्रु पिच 4 मिलीमीटर है और यह सिंगल स्टार्ट है ठीक है पिछले सेटअप से थोड़ा अलग है इसलिए लीड स्क्रु के 1 घुमाव के के कारण 4 मिलीमीटर की मूवमेंट हो रही है और उसी समय में प्रकाश उत्सर्जक उपकरण और फोटोरिसेप्टर के बीच से 200 छेद गुजर रहे हैं इसलिए 4 मिलीमीटर मूवमेंट के अनुरूप 200 छेद हैं इसलिए 1 छेद 4 200 मूवमेंट के बराबर होगा आइए देखते हैं कि यह कितना सही है 4 मिलीमीटर 200 तो 002 के बराबर है जो कुछ नहीं बल्कि 20 माइक्रोन के बराबर है इसलिए मूल लंबाई इकाई इस बार 20 माइक्रोन है वेग क्या है वेग के बारे में क्या जानकारी दी गई है आइए हम एक त्वरित नजर डालते हैं डीसी मोटर 100 RPM पर घूम रहा है ठीक है किसी तरीके से इस मोटर को 100 RPM पर घुमाया जा रहा है और इसी के अनुसार हम एक निश्चित वेग विकसित कर रहे हैं हमें यह पता लगाना होगा तो हम ऐसा कैसे करते हैं तो 100 RPM पर घूमने वाली डीसी मोटर में इस गियरबॉक्स के माध्यम से एक परिवर्तन होगा जो कि 14 के बराबर है इसलिए इसे 25 RPM पर घुमाया जाएगा और यदि 25 RPM पर घूम रहा है तो पीच से गुणा करने पर 100 आएगा आइए हम इसका जवाब देखते हैं हां 100 RPM को जो गियर अनुपात है 4 से गुणा किया जाता है तो यह कितना है यह 1 मिलीमीटर प्रति मिनट के बराबर है ऐसा क्यों

यह आप तालिका 1 को संदर्भित कर सकते हैं और यह आपको उन उपकरणों को दिखाएगा जो आपके पास उपलब्ध हैं जांच करें कि आप क्या आप 1 पल्स जनरेटर 1 स्टेपर मोटर 1 गियर बॉक्स और 1 टेबल का उपयोग करके उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मशीन निर्माण कर सकते हैं सबसे पहले हम पाएंगे कि क्या कोई मौका है कि आपके उद्धृत मूल्य मान ले कि आप सीएनसी बिंदु से बिंदु नियंत्रण टेबल के लिए केवल 1000 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं सबसे कम लागत होगा तो यहां क्या आवश्यक है हमें अपने साथ उपलब्ध उपकरणों की उस सूची को चुनना है जो हमारे पास उपलब्ध हैं कुछ उपकरण जैसे 1 पल्स जेनरेटर 1 स्टेपर मोटर 1 गियर बॉक्स और 1 टेबल तक ही सीमित है आखिरकार यह सीएनसी मशीन जो 5 माइक्रोन की एक मूल लंबाई इकाई और 100 मिलीमीटर प्रति मिनट का एक्सिस वेग उत्पादन करने में सक्षम है और फिर मूल्य को बढ़ाकर और 1000 रुपए के लाभ को जोड़कर हमें यह पता लगाना होगा कि हम खरीद आदेश को पूरी कर पाएंगे या नहीं तो आइए सबसे पहले हम त्वरित रूप में देखें कि हमारे पास क्या उपलब्ध है हमारे पास दो पल्स जेनरेटर है जिनकी आवृत्ति 22000 और 20000 दिया गया है क्या हम उनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं

तो चलिए एक त्वरित गणना करते हैं Y 40 है X 30 है और इसलिए यह 50 होना चाहिए यह विस्थापन त्रिकोण है और इसके शीर्ष पर हम वेग त्रिभुज रख रहे हैं वेग त्रिभुज क्या है वेग त्रिभुज कहता है की यह 200 है इसलिए आनुपातिक रूप से हम फीड को X एक्सीस की तरफ इसे रख सकते हैं यह कितना होना चाहिए यदि यह कर्ण 50 है तो यह 30 है इसलिए 4 से गुणा किया जाता है और इसलिए आपके पास यहां 120 है और यहां आपके पास 160 है तो इसका जवाब है इस विशेष कमांड ब्लॉक का X एक्सीस की तरफ फीड 120 मिलीमीटर प्रति मिनट होगा अंत में वृद्धिशीलप्रारूप प्रोग्राम लाइन G91 के अनुरूप जिसके साथ फीड है जिसका अर्थ वृद्धिशील है G01 X40 Y30 F100 बिल्कुल एक ही समस्या है केवल वृद्धिशील का मतलब है कि यह वास्तविक मूवमेंट के साथ 40 और 30 के तरफ वृद्धिशील मूवमेंट है इसलिए बस उसी सवाल की तरह है मुझे यकीन है कि आप इसे स्वयं कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद